हमने एक सेपरेटली एक्साइटिड डीसी जनरेटर का काम देखा था लेकिन पिछली कक्षा में मैंने एक सेपरेटली एक्साइटिड जनरेटर पर शुरू किया था जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था एक सेपरेटली एक्साइटिड जनरेटर में कोई फ़ील्ड सप्लाई नहीं है कोई फ़ील्ड सप्लाई नहीं दी जाती है तो जो वोल्टेज जनरेट होती है वह खुद को फील्ड सप्लाई देती है तो मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि यह हमारा जनरेटर है और यह इसकी फील्ड है तो मैं इस Rf के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां से फील्ड करंट प्रवाहित होगा अब अगर मैं एक लोड को कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां एक लोड कनेक्ट कर सकता हूं लेकिन मैं लोड को बाद में कनेक्ट करूंगा मेरा मतलब है कि मैं मशीन की ओपन सर्किट कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं मशीन को प्राइम मूवर की सहायता से एक निश्चित स्पीड ω से रोटेट किया जा रहा है तो यह मेरा प्राइम मूवर है जो वास्तव में इसे एक निश्चित स्पीड से घुमा रहा है यह शाफ़्ट है प्राइम मूवर द्वारा शाफ्ट को ω की स्पीड से घुमाया जाता है तो मान लेते हैं कि यह Eg है और यह हमारा If होगा और इस मशीन में यहां पर कुछ रेसीडुएल मैग्नेटिज्म पहले से ही मौजूद होगा जबकि फील्ड करंट अभी भी प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट पर If जीरो है और जब फील्ड करंट जीरो है उस समय भी हमारे पास कुछ वोल्टेज जनरेट होगी यह वोल्टेज 10 हो सकती है या यह रेटेड EMF का 10 या 5 के बीच हो सकती है मान लेते हैं कि रेटेड EMF 220 या 200V है यह 11 या 12 वोल्ट के लगभग होगी यह वोल्टेज जो जनरेट होगी क्योंकि यहां पर यह वोल्टेज जनरेट हुई है जो आर्मेचर पर लगेगी इसे हम A1 कहेंगे और इसे A2 शुरुआत करने के लिए इसे हम 12 वोल्ट मान लेते हैं इस 12V के द्वारा इस फील्ड में कुछ करंट प्रवाहित होगा चाहे हमें पसंद हो या नहीं हो निश्चित तौर पर फील्ड सर्किट में एक करंट प्रवाहित होगा अब फील्ड करंट के मेग्नीट्यूड को प्राप्त करने के लिए मैं एक रसिस्टेंस लाइन को चित्रित करूंगा जिसका स्लोप Rf होगा इस वोल्टेज के लिए यहां पर फील्ड करें होगा जो इस लाइन के मेग्नीट्यूड के अनुरूप होगा जो इस लाइन का स्लोप है वह फील्ड करंट की वैल्यू को निर्धारित करेगा मान लेते हैं कि यह Ifl है अब अगर मैं मशीन का OCC चित्र करूंगा तो यह OCC कुछ इस तरीके का दिखाई देगा यह मशीन का OCC होगा इस Ifl के लिए वास्तव में अधिक वोल्टेज जनरेट होगी इसके अनुरूप जो वोल्टेज जनरेट होगी वह कुछ 20 के आसपास होगी या मैं एक वैल्यू लेकर इसे समझाने की कोशिश करता हूं यह 12 वोल्ट है यह बढ़कर 24 वोल्ट तक जा सकता है तो 24 या 25 वोल्ट तक जनरेट हो सकता है तो 12 वोल्ट 24 वोल्ट हो गया है निश्चित तौर पर अभी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यह वह अधिक वोल्टेज है जो हमारे पास उपलब्ध है तो मैं यह कह सकता हूं की IfRf 12V है इस If के अनुरूप जो If1 है मैं 24 V जनरेट कर रहा हूं तो मेरे पास 12 वोल्ट अधिक है यह वह वैल्यू है जो हमें इसके ऊपर मिल रही है यह एक अधिक वैल्यू के करंट को इससे प्रवाहित करेगी जो If2 है जिसके कारण हमारे पास इससे भी अधिक वोल्टेज जनरेट होगा जो अधिक वोल्टेज जनरेट हो रही है वह 40 या 50 वोल्ट के अनुरूप होगी तो अभी हमें 50 वोल्ट जेनरेटेड वोल्टेज मिल रही है 50 वोल्ट के अनुरूप अगर हम अभी फील्ड करंट को देखने की कोशिश करें तो हमारे पास फील्ड करंट की बहुत अधिक वैल्यू होगी यह फील्ड करंट If3 है शुरुआती तौर पर हमने ज़ीरो एंपियर फील्ड करंट से स्टार्ट किया था जो बाद में 01A हुआ यह लगभग 05A है जो लगभग 1A के फील्ड करंट के बराबर हो रहा है 1A के फील्ड करंट के अनुरूप मुझे निश्चित तौर पर एक बहुत अधिक जेनरेटेड वोल्टेज मिलेगी यह वैल्यू बढ़कर 150V या 130V तक हो सकती है 150V के अनुरूप फील्ड करंट काफी अधिक बढ़ जाएगा लेकिन जब हम देखेंगे कि पहले यह एक्सेस वोल्टेज 12 वोल्ट के करीब था जिसके बाद यह एक्सेस वोल्टेज 25 वोल्ट हुआ अब हमारे पास यह एक्सेस वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यह वास्तव में 100V हो जाएगा If4 इसके अनुरूप If4 होगा यह करंट बढ़ेगा और मान लेते हैं कि यह 18A हो गया है इसके अनुरूप मुझे और अधिक वोल्टेज मिलेगी लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मशीन सैचुरेशन की स्थिति में जा चुकी है जिसके कारण वोल्टेज में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी लगभग 118 या 119 V इसके बाद अगर मैं इससे भी अधिक फील्ड करें पर जाता हूं मान लेते हैं की यह If5 है जो 2 22 या 21 A है जिससे हम मैक्सिमम वैल्यू 200 या 220V पर पहुंच गए होते जब ओपन सर्किट करैक्टेरिस्टिक्स IfRf या फील्ड सर्किट की लोड लाइन से मिलती है या इंटरसेक्ट करती है वहां पर हमें ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है तो यह इस जनरेटर का ऑपरेटिंग पॉइंट होगा यहां पर IfRf Eg के बराबर होगा इसके बाद हमें किसी तरह की एक्सेस वोल्टेज उपलब्ध नहीं होगी तो ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती ऑपरेटिंग पॉइंट यह था इसके बाद यह फील्ड करंट को बढ़ाने लगा इसके बाद यह इस निश्चित वैल्यू पर आगे बढ़ गया फिर इस वैल्यू से यहां तक मैं यह कह सकता हूं कि सबसे पहले P1 ऑपरेटिंग पॉइंट था इसके बाद P2 बना इसके बाद यह P3 पर आया जिसके बाद यह P4 पर पहुंचा फिर P5 पर गया जिसके बाद यह P6 तक पहुंच जो इसका फाइनल ऑपरेटिंग पॉइंट है तो हमने देखा कि वोल्टेज धीरे धीरे बड़ा क्योंकि हमें एक एक्सेस वोल्टेज मिला जिसने अधिक से और अधिक फील्ड करंट को फील्ड सर्किट से प्रवाहित किया और यही कारण है कि हम अंत में इस वोल्टेज पॉइंट तक पहुंचे अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं तो हम वास्तव में अब किसी लोड को इस मशीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अब लोड को इस मशीन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है तो यह रसिस्टेंस IfRf लाइन की वैल्यू जैसा कि मैंने पहले कहा था इस लाइन का स्लोप हमें इस रसिस्टेंस की वैल्यू देगा मैं इस लाइन के स्लोप को मेजर कर सकता हूं यह विशेष लाइन जो इसके टेंजेंशियल है वह क्रिटिकल फील्ड रसिस्टेंस या फील्ड सर्किट का क्रिटिकल रसिस्टेंस कहलाती है इस विशेष लाइन का स्लोप जो OCC कर्व का टेंजेंट हैउसे मैं क्रिटिकल फील्ड रसिस्टेंस कह सकता हूं अगर रसिस्टेंस इससे कम हुआ तो वोल्टेज बिल्ड अप हो सकता है वास्तव में यह यहीं से शुरू होगा जी हां इसे प्वाइंट आउट करने के लिए धन्यवाद यह कुछ इस तरह होना चाहिए था यह ओरिजिन से शुरू होना चाहिए था जाहिर है लेकिन जो वोल्टेज तुम्हें इस पर मिलेगी वह बहुत ही कम होगी उसकी तुलना में जो रेसीडुएल मैग्नेटिज्म से प्राप्त होगी तो यह बहुत ही कम होगी तो तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा मेरा मतलब यह है कि मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी फील्ड सर्किट का रसिस्टेंस क्रिटिकल रसिस्टेंस से अधिक या उसके बराबर होगा तब हमें पर्याप्त वैल्यू की वोल्टेज जनरेट नहीं होगी तो मैं यह कहूंगा कि वोल्टेज बिल्ड अप के लिए मुख्य तौर पर तीन स्थितियों को सेटिस्फाई करने की आवश्यकता है self excited जेनरेटर की वोल्टेज बिल्ड अप करने के लिए हमें तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत है पहली चीज यह है कि जब तक हमारे पास रेसीडुएल मैग्नेटिज्म नहीं है यह निश्चित तौर पर काम नहीं करेगा क्योंकि इस स्थिति में मुझे 0 फील्ड करंट मिलेगा फील्ड करंट 0 के ऊपर तब बढ़ेगा जब मेरे पास रेसीडुएल मैग्नेटिज्म से वोल्टेज जनरेट होगी तो यह निश्चित है कि रेसीडुएल मैग्नेटिज्म होना चाहिए तो रेसीडुएल मैग्नेटिज्म का उपस्थित होना आवश्यक है यह पहली चीज है जिसे मौजूद होना चाहिए दूसरी चीज यह है कि मैं चाहता हूं कि जब रेसीडुएल मैग्नेटिज्म कुछ वोल्टेज जनरेट करें जो भी करंट यहां से प्रवाहित हो हमने देखा था कि करंट इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगा अगर मैं इसे प्लस और इसे कहता हूं तो करंट कुछ इस तरह से प्रवाहित होगा तो जो करंट फील्ड सर्किट से फ्लो कर रहा है वह रेसीडुएल मैग्नेटिज्म को बढ़ावा दें वह ऐसा ना हो जो रेसीडुएल मैग्नेटिज्म को खत्म कर दे तो जो करंट इस फील्ड सर्किट से फलो करेगा वह ऐसा होना चाहिए जो रेसीडुएल मैग्नेटिज्म में बढ़ोतरी लाए तो इससे फ्लक्स बिल्डअप होगा अगर यह इसमें सहायता ना करें इसके बजाय इससे उलट जाए तो यह पूरी चीज समाप्त हो जाएगी यह इस तरीके से कुछ भी काम नहीं कर पाएगी तो मुझे चाहिए कि फील्ड करंट ऐसे फ्लो करें जिससे यह रेसीडुएल मैग्नेटिज्म की सहायता करें फ्लक्स बिल्डअप बढ़ता रहे अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनरेटर में पैदा होने वाली वोल्टेज समाप्त हो जाएगी और जनरेटर काम करने योग्य नहीं होगा और तीसरी चीज है फील्ड सर्किट का रसिस्टेंस जो क्रिटिकल फील्ड रसिस्टेंस से कम होना चाहिए तो जब यह तीनों चीजें मान्य होंगी तभी self excitation की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती हैमैं यह भी कह सकता हूं कि अगर हमारी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन कुछ इस तरह की है हमें फील्ड रसिस्टेंस लाइन If versus IfRf मिल रही हैजो इनडायरेक्टली Eg है IfRf को हम Eg ले रहे हैं तो ये फील्ड रसिस्टेंस लाइन है यदि मैं जनरेटर को बहुत ही कम स्पीड से ड्राइव कर रहा हूं यदि मैं जनरेटर को बहुत ही कम स्पीड में ड्राइव कर रहा हूं ऐसी स्थिति में मुझे वह इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा जिससे मुझे व्यावहारिक वैल्यू की वोल्टेज प्राप्त हो यदि मुझे पहले से ही फील्ड रसिस्टेंस लाइन दी गई है मैं एक दिए हुए जनरेटर की एक निश्चित स्पीड पर उसकी OCC चित्रित कर सकता हूं मैं इसकी स्पीड को कम करके और नीचे ला सकता हूं जिसके बाद मैं यह कह सकता हूं कि इस फील्ड रसिस्टेंस लाइन के लिए यदि मैं इस निश्चित स्पीड से नीचे जाता हूं तब हमें वोल्टेज बिल्डअप की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी यह संभव नहीं होगा तो यदि मैं से चित्रित करने की कोशिश करो उदाहरण के तौर पर पिछले पेज पर मैंने रसिस्टेंस लाइन को चित्रित किया था मेरे पास किसी दूसरी स्पीड का OCC है जो मुझे वोल्टेज की कम से कम वैल्यू दे रहा है जो इस निश्चित जनरेटर ऑपरेशन से मैं प्राप्त कर सकता हूं ऐसा करने से मुझे उचित वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी यह आप और अधिक स्पष्ट देख सकते हैं यदि मैं इस रसिस्टेंस लाइन को देखता हूं यह वाली यदि यह अधिक वैल्यू की हो तो मैं यह दिखा सकता हूं कि हमें बेटर कैरेक्टरस्टिक् मिलेगी तो यह क्रिटिकल स्पीड है इस फील्ड लाइन के लिए जिसे हम R1 कहेंगे इसे मैं R1 कह सकता हूं यह ω1 है यह R2 है और चलिए हम इसे R1f R2f कहते हैं मैं फील्ड के रसिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं इसे R1f और R2f कह सकता हूं यह ω2 R2f के लिए क्रिटिकल स्पीड होगी यह इस तरीके से होगा तो हमारे पास किसी दी गई फील्ड रसिस्टेंस की वैल्यू के लिए एक क्रिटिकल स्पीड होगी इसी तरीके से किसी दी गई स्पीड के लिए क्रिटिकल फील्ड रसिस्टेंस होगी तो हम इन दो चीजों को यहां पर देखते हैं लेकिन सामान्य तौर पर जनरेटर को रेटेड स्पीड पर ड्राइव किया जाता है जो भी हमें रेटेड स्पीड दी गई है इसके हिसाब से जो भी हम परिभाषित कर रहे हैं वह फील्ड सर्किट का क्रिटिकल रसिस्टेंस है जिसे हम किसी जनरेटर का उसकी दी गई रेटेड स्पीड पर क्रिटिकल फील्ड रसिस्टेंस कहते हैं शंट जेनरेटर के self excitation की प्रक्रिया को सरल से सरल शब्दों में इस तरह से बताया जा सकता है चलिए अब हम एक शंट जनरेटर की एक्सटर्नल करैक्टेरिस्टिक्स को देखते हैं चलिए हम self excited शंट जेनरेटर का यह सर्किट लेते हैं और इसे मैं यहां इसके लोड की तरह ले रहा हूं अब मैं यहां पर लोड को भी इससे कनेक्ट कर रहा हूं ध्यान दीजिए कि हमारे पास यहां पर एक इंटरनल रसिस्टेंस Ra है यहां पर हमारे पास फील्ड सर्किट रसिस्टेंस Rf भी होगा मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस Rf एक्सटर्नल को इसके साथ जोड़ सकता हूं अगर मैं इसे लेना चाहूं मैं चाहता हूं कि मैं फील्ड को नियंत्रित कर सकूं इसे जोड़ने से सामान्य तौर पर मौजूद फील्ड करंट में गिरावट आएगी क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल रसिस्टेंस को फील्ड सर्किट में जोड़ रहा हूं तो अगर मैं किसी कारण से वोल्टेज को कम करना चाहता हूं तब मुझे फील्ड सर्किट में एक्सटर्नल रसिस्टेंस को जोड़ने की आवश्यकता है जिससे मुझे कम और कम फील्ड करंट मिल सके मैं इसकी तुलना उसके साथ कर रहा हूं जो मुझे फील्ड रसिस्टेंस के साथ मिलेगी मैंने अभी कोई एक्सटर्नल रसिस्टेंस इसके साथ नहीं जोड़ा तो मुझे जेनरेटेड EMF Eg मिलेगाजिसमें IaRa ड्रॉप नहीं है यदि IaRa ड्रॉप नहीं है तब हम मशीन को रेटेड स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं यह Eg पॉइंट पर सेटल हो जाएगी जहां रसिस्टेंस लाइन OCC के साथ इंटरसेक्ट करेगी जहां यह दोनों कर्व मिलेंगे वहां मुझे इस मशीन का ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त होगा जो कुछ इस तरह तो चलिए पहले पर जाते हैं हमने कहा था कि यह ऑपरेटिंग पॉइंट है जो हमें OCC और फील्ड लाइन के इंटरसेक्शन से प्राप्त होगा यह दोनों यहां पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिससे मुझे यह पॉइंट मिल रहा है चलिए इस पॉइंट को हम Egrated कहते हैं जब हम मशीन को रेटेड स्पीड के साथ ड्राइव कर रहे हैं और फील्ड रसिस्टेंस में हमने कोई बदलाव नहीं किया है और यह अंत में इस पॉइंट पर जाकर सेटल हो गया है इस Eg वैल्यू को हम Egrated कह रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि हमने मशीन को इसके ऑपरेटिंग प्वाइंट पर पहुंचने दिया जिससे हम Egrated पर पहुंच पाए अब मैं इस पर लोड कनेक्ट कर लूंगा जो वेरिएबल लोड हो सकता है लेकिन मान लेते हैं कि हम एक ऐसा लोड कनेक्ट कर रहे हैं जिसका करंट कुछ ऐसा जो IL रेटेड है उदाहरण के तौर पर हम एक सामान्य रेटिंग लेते हैं22 kW 220 V DC जनरेटर ध्यान दीजिए कि दी गई 220V सामान्य तौर पर मशीन की टर्मिनल वोल्टेज होती है हमें इंटरनल वोल्टेज के बारे में नहीं पता है इंटरनल वोल्टेज को मेजर करना बहुत कठिन है क्योंकि एक जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाया जाता जनरेटर के साथ लोड हमेशा कनेक्टेड होगा सामान्य तौर पर फुल लोड कंडीशन पर टर्मिनल वोल्टेज 220V है टर्मिनल वोल्टेज को हम 220V के तौर पर देख रहे हैं 22KW आउटपुट है DC जेनरेटर का एक आउटपुट होगा यह इलेक्ट्रिकल आउटपुट 22KW होगा इस स्थिति में मैं सीधे तौर पर यह बता सकता हूं कि लोड करंट क्या होने वाला है यह DC है कोई पावर फैक्टर इससे जुड़ा हुआ नहीं है मैं इसे सीधे कैलकुलेट कर सकता हूं जो 2200220 इक्वल टू 10A का करंट है तो हमारे पास यहां पर 10A का करंट होगा जो इससे प्रवाहित होगा अगर मैं मानता हूं कि Ra 01 Ω है यह एक बहुत ही छोटी वाली है जिससे मुझे कम से कम 1V का IaRa ड्रॉप मिलेगा तो मशीन में 221V जनरेट हुआ होगा जिसमें से 1V का ड्रॉप होगा और हमें 220V की टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी इसके आधार पर मैं यह इक्वेश्चन लिख सकता हूं मैं इस वोल्टेज को Vt कहूंगा हमारे पास Vt Eg IaRa होगा आर्मेचर के अंदर इंटरनेट जो भी ड्रॉप हो रहा है उसे हटाकर जो भी हमारे पास उपलब्ध है वह हमें आउटपुट पर मिल रहा है जो टर्मिनल वोल्टेज है और इसी तरह से मैं यह लिख सकता हूं VtRf If और यह कहा भी सा सकता है जो कि VtVLजो ILRL के बराबर है अगर हम यह माने कि हमने एक रसिस्टेंस लोड इसके साथ कनेक्ट किया है इसे आसान तरीके से ILRL कहा जा सकता है इसकी बजाय हम एक मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं यह जनरेटर एक मोटर को फीड कर सकता है लेकिन इस समय मैं एक पैसिव लोड जो रसिस्टेंस लोड है उसे ले रहा हूं इसके अलावा यह Ia है यह वह करंट है जो फील्ड करंट के साथ साथ लोड करंट को भी सप्लाई कर रहा है इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है तो जाहिर है कि जनरेटर को ही इन दोनों चीजों को सप्लाई करना होगा और यही कारण है कि हम इसे self excited जनरेटर कहते हैं तो यह प्लस है और यह माइनस है यह वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है तो हमारे पास IaIfIL होगा यह हमारा आर्मेचर करंट है यहां पर हम KCL लिख रहे हैं इसके अलावा और कुछ नहीं तो यह वह इक्वेश्चन है जो शंट एक्सिटेड डीसी जनरेटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करते हैं इन सब को जब हम एक साथ रखते हैं तब यह एक शंट एक्साइटिड डीसी जनरेटर के ऑपरेशन को निर्धारित करते हैं हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है जिसे हमने पहले ट्राई किया था Egkφω यह k1Ifω के बराबर हैयदि हम यह मानते हैं कि किसी ऑपरेटिंग पॉइंट पर φ इक्वल टू कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई If इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर और मैं यह लिखने जा रहा हूं यदि मै यह देखूं की टॉर्क क्या है जनरेटर में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगी यह वास्तव में एक काउंटर विपरीत टॉर्क है यह काउंटर टॉर्क kφIa के बराबर होगी यह दोनों इक्वेशन दोनों परिस्थितियों में मान्य होगी चाहे वह एक जनरेटर है या फिर एक मोटर मोटर के संदर्भ में Eg को हम Eg नहीं कहेंगे हम इसे Eb कहेंगे बैक EMF या काउंटर EMF और सामान्य तौर पर मोटर के संबंध में हम टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को आउटपुट टॉर्क कहेंगे जबकि जनरेटर के संबंध में हम इसे काउंटर टॉर्क कहते हैं इन दोनों में यह अंतर आता है अब हम सेल्फ एक्साइटिड जेनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरस्टिक को चित्रित करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले मैं OCC बना था क्योंकि इसी से ही हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को बनाएंगे यह हमारा Eg है यह If होगा हमारे पास इस तरह का OCC होगा और अब मैं यहां पर रसिस्टेंस लाइन को देखता हूं जो कुछ इस तरह से है तो यह हमारी IfRf कैरेक्टरस्टिक होगी मैं यहां पर आपको बहुत ही छोटा मार्जिन दिखा रहा हूं जिससे हम जनरेटर को अधिक लोड नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसकी एक्सटर्नल करैक्टेरिस्टिक्स को चित्रित कर सकते हैं तुम्हें यहां पर x और y एक्सेस ले रहा हूं जिन पर मैं एक्सटर्नल कैरेक्टरस्टिक्स बनाऊंगा जब मैं एक्सटर्नल करैक्टेरिस्टिक्स को बनाऊंगा उस समय मैं टर्मिनल को देखूंगा जिसका मतलब यह है कि हम लोड पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो मुझे एक तरह से यह देखना होगा कि कितना लोड करंट मौजूद है और मुझे यहां यह भी देखना है कि कितनी वोल्टेज मेरे पास उपलब्ध है जो Vt या VL है तो चलिए सबसे पहले हम नो लोड कंडीशन को देखते हैं तो यह ऑपरेटिंग पॉइंट होगा मुझे इस पॉइंट को अपने कैरेक्टर स्टिक का स्टार्टिंग प्वाइंट ले लेना चाहिए जो वास्तव में Vt1 है IL0 पर अब अगर मैं दूसरी वोल्टेज को देखता हूं मान लेते हैं मैं इस वोल्टेज को देख रहा हूं तो मैं इस वोल्टेज को एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टिक्स पर ले जाऊंगा इस वोल्टेज को मैं Vt2 कह रहा हूं इस पॉइंट पर यदि मैं देखूं तो यह जेनरेटेड वोल्टेज है यह लोड रसिस्टेंस है यह फील्ड रसिस्टेंस लाइन है मेरे पास यह मार्जिन है यदि मैं इसे मार्जिन कह सकता हूं तो PQ मेरे पास मार्जिन है क्या आप इसे समझ पा रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह मार्जिन है जो हमारे पास पहले से ही था जिसके कारण फील्ड करंट बिल्डअप हुआ था इसलिए मैं कहूंगा कि यह IaRa ड्रॉप से मेल खाता है इसलिए अगर हम मानते हैं कि Ia और IL इक्वल हैं तो वास्तव में ऐसा नहीं हैं क्योंकि IaIfIL लेकिन हमारे लिए हर बार If को सबट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है वरना आपको If को सीधे तौर पर इससे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे पता है कि आर्मेचर रसिस्टेंस कितना है इससे हम यह जान सकते हैं कि Ia क्या है क्योंकि मैं इस PQ की लंबाई जानता हूं PQ वास्तव में Vt2 टर्मिनल वोल्टेज पर IaRa है तो हमें PQRa मिलेगा जो Ia के इक्वल होगा जिसे मैं लगभग IL के बराबर मान रहा हूं मैं इसे मान सकता हूं क्योंकि Ra की वैल्यू बहुत ही कम है और अधिकांश समय इसकी वैल्यू 0102 होगी जबकि फील्ड रसिस्टेंस की वैल्यू 150 Ω या 200 Ω तक हो सकती है तो चलिए हम एक 22 KW का जनरेटर लेते हैं हमारे पास हो सकता है 100 की रेंज का आर्मेचर में करंट हो लेकिन फील्ड सर्किट में प्रवाहित होने वाला करंट 1 या 2 A का होगा जिसे मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूं अगर मैं फुल लोड कंडीशन की बात करता हूं उस स्थिति में मैं इसे Ia2 कह सकता हूं अब हम इसमें Ia2 देखेंगे यहां पर यह Vt2 पॉइंट Ia2 है इसी तरीके से मैं तीसरे पॉइंट को देख सकता हूं चलिए तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लेता हूं यहां पर हमारे पास क्या है यह एवरेज है यहां पर इतना एवरेज है तो इसके अनुरूप यहां IaRa ड्रॉप है हमें यहां पर IaRa ड्रॉप मिलेगा अगर हम Rs लेने की कोशिश करते हैं हमारे पास Rs डिवाइडेड बाय Ra होगा जो Ia3 होगा तो हमारे पास थोड़ा अधिक करंट होगा तो हमें यहां पर प्वाइंट बाय प्वाइंट इसे लेना होगा और सभी हम इसको बना पाएंगे तो यह हमारा दूसरा पॉइंट है यह यहां पर तीसरा पॉइंट है और लगभग एक्सटर्नल करैक्टेरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और अंत में हमें शार्ट सर्किट कंडीशन मिलेंगे अगर मैं लोड टर्मिनल को शार्ट सर्किट कर देता हूं तो वोल्टेज जीरो होगी अगर वोल्टेज ज़ीरो है इसका मतलब यह है कि मुझे टर्मिनल वोल्टेज पर कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन यहां पर हमारे पास कुछ इंटरनली जेनरेटेड वोल्टेज होगी उस इंटरनल जेनरेटेड वोल्टेज के अनुरूप हमारे पास IaRaEg होगा यह हमें मिलेगा और क्योंकी IaRaEg है इसलिए हमें टर्मिनल वोल्टेज 0V मिलेगी क्योंकि Eg IaRa IaRa माइनस IaRa होगा जो 0 वोल्ट के बराबर है यह शॉर्ट सर्किट कंडीशन है तो जब भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट कंडीशन आएगी तो हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे हो सकता है कि किसी भी कारण से यह शॉर्ट सर्किट हो जाए शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में भी जनरेटर ऑटोमेटिकली ओवरकरेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेगा यह करंट उतना अधिक नहीं होगा जितना ट्रांसफार्मर के लिए हमने कहा था उस स्थिति में यह करंट रेटेड करंट के 40 गुना या 30 गुना तक हो सकता है लेकिन self excited जनरेटर दे केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि फील्ड करंट टर्मिनल वोल्टेज पर निर्भर करता है जिस समय मैं जनरेटर को शार्ट सर्किट करता हूं टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाएगा क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज ज़ीरो हो गया है ऐसी स्थिति में करंट को सीमित करने के लिए फील्ड करंट अपने आप ही 0 हो जाएगा अगर हमारे पास 2 पैरेलल पाथ है एक तरफ 150 Ω का रसिस्टेंस है जो वास्तव में फील्ड रसिस्टेंस है और दूसरी तरफ हमने शॉर्ट सर्किट किया है करंट कहां जाएगा सारा करंट यहां पर जाएगा और इधर कोई भी करंट नहीं होगा इसका मतलब यह है कि If 0 के बराबर है अगर If 0 के बराबर है तो अपने आप ही हम रेसीडुएल मैग्नेटिज्म वोल्टेज पर पहुंच जाएंगे ऐसी स्थिति में हमें रेसीडुएल मैग्नेटिज्म वोल्टेज से अधिक वोल्टेज नहीं मिलेगीतो जो करंट प्रवाहित होगा वह रेसीडुएल मैग्नेटिज्म और आर्मेचर रसिस्टेंस की क्या वैल्यू है उन पर निर्भर करेगा तो हमारे पास जो Eg जेनरेट होगा वह रेसीडुएल मैग्नेटिज्म के अनुरूप होगा जिसे हम Raआर्मेचर में मौजूद रसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे और इससे हमें बहुत अधिक करंट नहीं मिलेगा यह बहुत ही कम करंट होगा जो हमारी मशीन को शार्ट सर्किट की कंडीशन में उसे प्रोटेक्ट करेगा तो self excited जनरेटर का यह एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है कि अगर जनरेटर के टर्मिनल्स कभी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो यह अपने आप ही ओवरकरेंट से अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि यह करंट जो ऐसी स्थिति में जनरेट होगा वह उस वोल्टेज द्वारा सीमित हो जाएगा जो वोल्टेज रेसीडुएल मैग्नेटिज्म से जनरेट होगी यह self excited जनरेटर का एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है सेपरेटली एक्साइटिड जनरेटर में हमारा फील्ड सर्किट पर पूरा नियंत्रण होता है जो हमें वोल्टेज को बिल्ड अप करने में सहायक होता है जबकि self excited जनरेटर में हम क्रिटिकल स्पीड द्वारा सीमित हो जाते हैं हम फील्ड के क्रिटिकल रसिस्टेंस द्वारा भी सीमित हो जाते हैं हमारा फील्ड करंट पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रहता है यह self excited जनरेटर की एक नेगेटिव साइड है लेकिन सिर्फ एक्साइटिड जनरेटर काफी सामान्य है क्योंकि इनके लिए हमें अलग से एक्साइटेशन के लिए सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है जहाँ भी डीसी जनरेटर की आवश्यकता हो सकती है सेपरेटली एक्साइटिड जनरेटर के बजाय एक सेल्फ एक्साइटिड जनरेटर का उपयोग करना आसान है इसलिए जब हम लैबोरेट्री में इससे जुड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं थोड़ा सा परिचय देता हूं जो आपके पास होगा वह मूल रूप से एक डीसी जनरेटर है वह सेपरेटली एक्साइटिड डीसी जेनरेटर हो सकता है यह आम तौर पर कई मोटर्स से जुड़ा होता है हमारे पास एक शाफ्ट में दो डीसी मशीन होंगी एक सिंक्रोनस मशीन और एक इंडक्शन मशीन यह सभी एक ही शाफ्ट से कनेक्ट होंगे इसलिए केवल एक शाफ्ट जब यह घूम रहा है तो सभी चार मशीनें एक साथ घूम रही होंगी इसलिए अगर मेरे पास एक मशीन है जो मोटर के रूप में भी काम कर रही है वह प्राइम मोबाइल की तरह काम करके मैकेनिकल पावर प्रदान करेगी तो यह काफी अच्छा है इसलिए हम एक इंडक्शन मोटर को प्राइम मूवर के तौर पर लेंगे यह एक डीसी मोटर भी हो सकती है जो प्राइम मोबाइल की तरह काम करें और फिर हम इसे ω की स्पीड देंगे जो कि रेटेड स्पीड होगी तो यह रेटेड स्पीड से चलाया जाएगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि फील्ड करंट कंट्रोलेबल है यदि मैं फील्ड करंट को कंट्रोल करना चाहता हूं तो आमतौर पर मैं जो करूंगा वह यह है कि एक पोटेंशियल डिवाइडर को इससे कनेक्ट कर दूंगा तो अगर यह मेरा पोटेंशियल डिवाइडर है मैं इसे यहां कनेक्ट कर लूंगा इस वेरिएबल पॉइंट को मैं इस मूवेबल पॉइंट से कनेक्ट कर लूंगा तो मूल रूप से मैं इस पर प्लस माइनस 220V DC अप्लाई कर लूंगा उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसे 0 वोल्टेज पर ले आता हूं ऐसी स्थिति में कोई भी रसिस्टेंस इसमें नहीं होगा हमें फील्ड सर्किट में 0 करंट मिलेगा तो इस स्थिति में कौन सी वोल्टेज जनरेट होगी रेसीडुएल मैग्नेटिज्म के अनुरूप वोल्टेज इसमें जनरेट होगी अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर एक डीसी वोल्ट मीटर लगा दूंगा और यहां पर हम एक डीसी एमीटर लगा देंगे और यहां पर एक वेरिएबल लोड भी कनेक्ट कर देंगे यह कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा और मैं यह मान रहा हूं कि यह प्लस है और यह जनरेटर का माइनस है OCC के लिए मैं यहां पर एक स्विच भी रखूंगा हमें इस स्विच को ओपन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास यहां पर एक स्विच है मैं स्विच को ओपन कर सकता हूं जिससे यह OCC रहे मैं धीरे धीरे फील्ड करंट को बढ़ा लूंगा और इसके अनुरूप रेटेड स्पीड पर जेनरेटेड वोल्टेज को देखूंगा इससे हमें पूरी कैरेक्टर स्टिक्स जो मशीन की OCC है वह मिल जाएगी जब तक मैं वोल्टेज की रेटड वैल्यू तक नहीं पहुंचता इसके बाद मैं मशीन को ओवरलोड नहीं करूंगा अगर यह 220 के लिए रेटेड है उस स्थिति में मैं 220 तक जाऊंगा और तब मैं यहां पर रुक जाऊंगा यह हम OCC कि लोड कैरेक्टर स्टिक्स के लिए करते हैं अब मैं इस स्विच को क्लोज कर दूंगा यह क्लोज हो जाएगा और स्विच को बंद करने के बाद मैं एक्साइटेशन को रेटेड वैल्यू पर रखूंगा हमने स्पीड को भी रेटेड वैल्यू पर रखा है अब हमें लोड को धीरे धीरे बदलना है और ध्यान देना है कि टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट क्या है इतना करने पर यह हमें बताएगा कि वह इंटरनल ड्रॉप क्या है जो इसमें हो रहा है तो यह मूल रूप से कैसे डीसी जनरेटर पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं हमारे पास कंपाउंड जेनरेटर्स भी होते हैं हमने सेपरेटली एक्साइटिड जनरेटर देखें हमने शंट जेनरेटर भी देखें अभी कंपाउंड जनरेटर को देखना बाकी है कंपाउंड जेनरेटर में हमारे पास सीरीज फील्ड के साथ साथ शंट फील्ड भी होती है तो मेरे पास यहां पर शंट फील्ड और सीरीज फील्ड है और मैं यहां पर लोड कनेक्ट करूंगा यहां पर मैंने लॉन्ग शंट कनेक्शन दिखाया है जैसा की मैंने दो तीन क्लास पहले आपको बताया था की शार्ट शंट केवल आर्मेचर पर होता है यह केवल आर्मेचर सर्किट के पैरेलल होता है चलिए मुझे शार्ट शंट भी बनाने दीजिए यहां पर हमारे पास यह केवल आर्मेचर पर होगा यह कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा और उसके बाद सीरीज फील्ड लोड सर्किट के साथ आएगी ध्यान दीजिए कि शार्ट शंट के लिए हमारे पास कोई भी सीरीज फील्ड करंट नहीं होगा अगर लोड ओपन है तो ओपन सर्किट कंडीशन में हमारे पास सीरीज फील्ड में कोई करंट नहीं होगा जबकि लॉन्ग शंट कनेक्शन में यह मौजूद होगा चाहे लोड ही क्यों ना हो हमारे पास बहुत कम फील्ड करंट होगा क्योंकि इस फील्ड करंट की वैल्यू बहुत ही कम है तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं सीरीज फील्ड का प्रभाव मेन फील्ड पर बहुत ही कम और मामूली सा होगा जब कोई भी लोड नहीं है तो ओपन सर्किट की कंडीशन में सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि सीरीज फील्ड के प्रभाव को हम इग्नोर कर सकते हैं तो मुझे सीरीज फील्ड के प्रभाव को देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीरीज फील्ड में किसी भी तरह का प्रभाव डालने वाला करंट नहीं प्रवाहित होगा इस करंट की वैल्यू बहुत ही कम होगी चाहे वह लॉन्ग शंट ही क्यों ना हो हालांकि शार्ट शंट में यह 0 होगी मैं सामान्य तौर पर यह कह सकता हूं की सीरीज फील्ड सीधे तौर पर लोड द्वारा प्रभावित होगी अगर लोड में बदलाव आता है अगर लोड बढ़ता है तो सीरीज फील्ड में करंट बढ़ेगा अगर लोड घटता है तो सीरीज फील्ड करंट में गिरावट आएगी यही कारण है कि हमने कहा था की सीरीज फील्ड को सीरीज फील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह यहां पर आर्मेचर के सीरीज में है और इसी के बराबर का करंट प्रवाहित होगा लगभग यह आर्मेचर करंट के समान होगा स्वाभाविक है कि इस केस में आप कह सकते हैं कि सीरीज फील्ड का करंट लोड करें के समान होगा जबकि इस केस में यह आर्मेचर करंट के बराबर है तो मैं यह कह सकता हूं कि यहां पर आर्मेचर करंट से इसका संबंध देख सकते हैं और यहां पर आप ऐसा ही संबंध लोड करंट के साथ लिख सकते हैं तो मूल रूप से करंट कुछ इस तरह से जाएगा अब अगर सीरीज फील्ड शंट फील्ड की सहायता करती है तो यह दोनों आपस में जोड़ ली जाएंगी हमारा मतलब है कि अगर हमारे पास सीरीज फील्ड फ्लक्स बन रही है शंट फील्ड फ्लक्स भी बन रही होगी यह दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे अगर हम टोटल मेन फील्ड फ्लक्स को देखते हैं मेन फील्ड फ्लक्स सीरीज फील्ड फ्लक्स प्लस शंट फील्ड फ्लक्स का एडिशन होगी हमारे पास φφφ होगा मेरा मतलब यह है कि φ शंट फील्ड है और φ सीरीज फील्ड है अगर हमारा लोड बढ़ता है तो इससे ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स में बढ़ोतरी आएगी जो हमने सेपरेटली एक्साइटिड जनरेटर की एक्सटर्नल करैक्टेरिस्टिक्स बनाई थी उदाहरण के लिए हमने कहा था कि हमारे पास ड्रॉप कुछ इस तरह का होगा अगर यह जनरेटर आइडियल होता तो हमारे पास यहां पर एक कांस्टेंट वोल्टेज होती क्योंकि यह वास्तव में आइडियल नहीं है इसलिए हमारे पास यहां पर टर्मिनल वोल्टेज पर ड्रॉप आएगा और यह ड्रॉप लगभग IaRa के ड्रॉप बराबर होगा स्वाभाविक है कि यहां पर कुछ आर्मेचर रिएक्शन ड्राप भी होगा जिसे अभी हम नहीं ले रहे हैं इस समय हम केवल IaRa ड्रॉप को देख रहे हैं अगर हम पर्याप्त मात्रा में सीरीज फील्ड दे सके जिससे इस IaRa ड्रॉप को कंपनसेट किया जा सके तब हम फ्लैट कैरेक्टर स्टिक प्राप्त कर सकते हैं वोल्टेज के संबंध में अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सीरीज फील्ड का टोटल फील्ड पर प्रभाव है तो हम IaRa ड्रॉप को कंपनसेट कर सकते हैं हमें लगभग 1 फ्लैट कैरेक्टर स्टिक्स प्राप्त होगी जिस पर लोड करंट के बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं होगा इस तरह के जनरेटर को लेवल कंपाउंडेड जनरेटर कहा जाता है तो हमारे पास एक लेवल कंपाउंडेड जेनरेटर होगा अगर जो भी IaRa ड्रॉप हो रहा है उसे सीरीज फील्ड द्वारा कंपनसेट किया जा सके ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि टर्मिनल वोल्टेज की वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहेगी अगर हमारे पास कुछ सीरीज फील्ड का प्रभाव है लेकिन यह उतना पर्याप्त नहीं है जो IaRa ड्रॉप को कंपनसेट कर सके मान लेते हैं कि IaRa ड्रॉप 10 वोल्ट हैजबकि सीरीज फील्ड द्वारा जेनरेटेड वोल्टेज 8 वोल्ट या 7 वोल्ट है इस स्थिति में हमें कुछ ड्रॉप देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा शिरीष फील्ड का प्रभाव उतना अधिक नहीं है जो पूरी तरह से IaRa ड्रॉप को कंपनसेट कर पाए यह आंशिक रूप से इसे कंपनसेट कर रहा है इसे हम अंडर कंपाउंडेड जनरेटर कहेंगे हम पूरी तरह से IaRa ड्रॉप के लिए कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं हम केवल आंशिक रूप से कंपनसेशन दे रहे हैं इसलिए हम इसे अंडर कंपाउंडेड कहेंगे यह सेपरेटली एक्साइटिड या शंट है यह लगभग लेवल कंपाउंडेड है यह मैं मोटे तौर पर कह रहा हूं हमें फ्लैट वोल्टेज मिल रहा है यह फ्लैट कंपाउंडेड या लेवल कंपाउंडेड है हमारे पास इस तरह का वोल्टेज भी हो सकता है जो धीरे धीरे बड़े यह साधारण तौर पर ओवर कंपाउंडेड कहलाता है अंडर कंपाउंडेड में कम मात्रा में कंपनसेशन दिया जाता है ओवर कंपाउंडेड में आप जानते हैं कि अधिक मात्रा में कंपनसेशन दिया जाता है और लेवल कंपाउंडेड या फ्लैट कंपाउंडेड में पर्याप्त मात्रा में कंपनसेशन दिया जाता है तो इसे हम ओवर कंपाउंडेड कहेंगे इन सभी केसेस में यह ध्यान दीजिए कि सीरीज फील्ड में करंट प्रवाहित करने के बाद जो टोटल फ्लक्स हमें मिल रही है वह मूल रूप से उपस्थित शंट फील्ड फ्लक्स से अधिक है तो हमारे पास मौजूद टोटल फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स से अधिक होगी वास्तव में यह इसके साथ क्यूम्यूलेटिवली जुड़ रही है तो इसे हम क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड जेनरेटर कहेंगे तो क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड जेनरेटर उन्हें कहा जाता है जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड एक दूसरे की सहायता करें यदि दोनों एक दूसरे को ऐड करती हैं तब मैं इसे क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड कहूंगा तो क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड के अंतर्गत हमारे पास तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन है पहली है लेवल या फ्लैट दूसरी है अंडर कंपाउंडिंग तीसरी है ओवर कंपाउंडिंग अगर मैं क्यूम्यूलेटिवली कंपाउंडेड कह रहा हूं तो इसमें एक अन्य तरह की कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है जिनमें यह एक दूसरे के विपरीत हो तो हमारे पास एक और कॉन्फ़िगरेशन है φφ φ जिसके अंदर आप देखते हैं कि वोल्टेज में भारी गिरावट आती है जब भी जनरेटर कुल्लू किया जाता है वोल्टेज में भारी गिरावट आती है इसमें ना केवल IaRa ड्रॉप के कारण वोल्टेज कम होती है लेकिन इसमें सीरीज फील्ड मेन फील्ड को कम करने की कोशिश करती है जिसके कारण हमें वोल्टेज में कमी देखने को मिलती है तो मैं यह कैरेक्टरस्टिक बनाता हूं चलिए इसकी कैरेक्टरस्टिक बनाते हैं और मैं एक बार फिर Vt वर्सेस लोड करंट देखते हैं अगर हम लेवल कंपाउंडेड बनाते हैं हम इसे कुछ इस तरह से चित्रित करेंगे अगर हम ओवर कंपाउंडेड बनाते हैं मैं इसे इस तरह से बनाऊंगा अगर मैं अंडर कंपाउंडेड के लिए बनाता हूं तो इस तरह से बनेगा और अगर मैं डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर के लिए बनाता हूं तो यह 0 वोल्ट पर पहुंच जाएगा जब मैं इसे फुल लोड पर लोड करूंगा तो यह डिफरेंशियल है यह सब कम्युलेटिव हैं जिसमें यह अंडर कंपाउंडिंग है यह ओवर कंपाउंडिंग है यह वाला लेवल कंपाउंडिंग और यहीं कहीं पर हम नॉर्मल शंट बना सकते हैं केवल शंट सीरीज नहीं यह कम्युलेटिव है सभी कम्युलेटिव हैं कम्युलेटिव वह कंडीशन है जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड ऐड हो जाते हैं जिससे हमें टोटल फ्लक्स मिलती हैं यह एक दूसरे तरीके का है तो मूल रूप से अगर आप डीसी जनरेटर की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो मैं कह सकता हूं एक सेपरेटली एक्साइटिड है जिसे हम पहले देख चुके हैं और दूसरा वाला है शंट तीसरा है कंपाउंड कंपाउंड जनरेटर के अंदर मेरे पास लॉन्ग शंट और शार्ट शंट है जो कनेक्शंस पर निर्भर करता है लेकिन इनमें मैं कहूंगा दो तरीके के हैं पहला है कम्युलेटिव और दूसरा है डिफरेंशियल कम्युलेटिव के अंतर्गत मैंने तीन बताए थे पहला था अंडर कंपाउंडिंग अगला लेवल था और तीसरा ओवर कंपाउंड तो इसके साथ हम कंपाउंड जनरेटर पर अपनी चर्चा को खत्म करते हैं एक छोटा टॉपिक जो बच गया है वह सीरीज जेनरेटर है जिसके बाद हम मोटर्स पर चर्चा करेंगे मोटर में भी हम देखेंगे कि इस तरह का विभाजन है अब हमने जनरेटर समझ लिए हैं आशा है कि मोटर को समझना आसान हो तो इसके बाद हम मोटर्स देखेंगे और जब हम मोटर्स खत्म करेंगे तब मैं काम्यूटेशन की विस्तृत चर्चा करूंगा मोटर की स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग देखने के बाद हम अपने डीसी मशीन के डिस्कशन को समाप्त करेंगे